यह लेक्चर 33 है आज भी हम डबल इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे लेकिन एक खास एप्लिकेशन सरफ़ेस एरिया का मूल्यांकन प्राप्त करने के बारे में पढ़ेंगे हमने पहले आयतन और डोमेन का एरिया प्राप्त करने के लिए डबल इंटीग्रल का इस्तेमाल देखा है आज हम सरफ़ेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे याद करें कि कैसे एक वेरिएबल के इंटिग्रेशन में कर्व की लंबाई मापते है मान लें यह कर्व दी गई है या f एक फंक्शन दिया गया है यह x axis है और यह y axis है और यह x के सन्दर्भ में फंक्शन f है अब हम पूरी डोमेन a से bतक को छोटे इंटरवल में बांटेंगे xi से xi1 तक यह एक इंटरवल यहाँ दिखाया गया है हमने पूरे डोमेन जो की a से b तक है को n संख्या इंटरवल में बांटा है मान लें की xi से xi1 तक के इंटरवल में i एक बिंदु है और इस बिंदु जो की i f है से एक टेंजेंट अंकित की गई है अगर सभी इंटरवल में अंकित की गई टेंजेंट की लम्बाई को जोड़ दिया जाए तथा इन इंटरवल की चौड़ाई की लिमिट 0 मान ली जाए तब हमें कर्व की लम्बाई मिल जाएगी तो इस तरह से कर्व की लम्बाई हासिल की जा सकती है यहाँ चित्र में केवल इतने से भाग के लिए टेंजेंट दर्शाई गई है यह वह टेंजेंट है जो की i बिंदु पर है और यहाँ इंटरवल की लम्बाई xi है और मान लें की x एक्सिस से टेंजेंट थीटा कोण बनाती है तो यह लम्बाई है li यहाँ डिनोमिनेटर में xi है और यह कोण थीटा है कर्व l की लम्बाई प्राप्त होती है जब इन सभी टेंजेंट की लम्बाई को जोड़ दिया जाए और फिर लिमिट ली जाए क्यूँकि अगर लिमिट नहीं ली जाएगी तब यहाँ मूल्यांकन में गलती होगी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस इंटरवल पर टेंजेंट कर्व को वर्णित नही करती है लेकिन जब xi की लिमिट 0 ली जाएगी तब यह a से b तक की कर्व की लम्बाई बन जाएगी xilicos ⟹Δli1cos Δxi cos 11 ⟹1cos 1fi2 यह बराबर है i 1 से n तक डेल्टा l i को सम के और फिर n की से लिमिट प्राप्त करने के कर्व की लम्बाई Ln→∞i1nli Ln→∞i1n1fi2xi ab1fx2dx तो हमने यहाँ यह समझा है के कर्व की लम्बाई प्राप्त करने के लिए फार्मूला है स्क्वायर रूट 1 जमा इसके डेरिवेटिव का स्क्वायर अब इस विचार को आगे बढ़ा कर हम सरफेस के लिए मूल्यांकन करेंगे जहाँ टेंजेंट रेखा की बजाए टेंजेंट सरफेस का सिद्धांत होगा यहाँ टेंजेंट के छोटे टुकड़े किए गए थे और उनकी लम्बाई को जमा कर कर लिमिट लेने के बाद कर्व की लम्बाई प्राप्त की जाती है दो आयाम में यहाँ हमारे पास सरफेस होती है और हम टेंजेंट सरफेस के टुकड़े लेते है फिर उनको संयुक्त कर कर लिमिट लेंगे इस से सरफेस का एरिया प्राप्त हो जाएगा हम इसके प्रूफ नहीं देखेंगे इसमें केवल कर्व की लम्बाई वाले सिद्धांत को दो आयाम में विस्तृत किया गया है एक वेरिएबल में कर्व की लम्बाई ab1fx2dx द्वारा प्राप्त होती है अब इसे दो आयाम में सरफेस एरिया प्राप्त करने के लिए विस्तृत करना है कर्व की लम्बाई के फॉर्मूले में 1fx2 इंटिग्रांड का इंटीग्रेशन करना है जहाँ लिमिट a से b तक दी गई है जब सरफेस दी गई है तो फंक्शन z fx y होगा सरफेस z fx y को संतुष्ट करती है यह है सरफेस और इस सरफेस का एरिया हम आसानी से जैसे एक आयाम में प्राप्त करते है उसी तरह कर सकते है यहाँ पहले की तरह ही स्क्वायर रूट लेंगे 1 जमा डेरिवेटिव के स्क्वायर का लेकिन यहां पार्शियल डेरिवेटिव है यहाँ डोमेन क्या है यह देखेंगे फ़ॉर्मूला में पहले x के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव का वर्ग है फिर y के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव का वर्ग है और फिर इस इंटिग्रांड का xy प्लेन पर दी गई डोमेन के ऊपर इंटीग्रेशन करना है यह केवल xy प्लेन पर दी गई सरफेस का प्रजेक्शन है तो यहाँ एक सरफेस दी गई है अगर इस सरफेस का xy प्लेन पर प्रजेक्शन देखा जाए तो यह xy प्लेन पर डोमेन D होगी पहले की तरह ही यहाँ भी इक्वेशन की सहायता से फंक्शन को तैयार करेंगे यहाँ z बराबर xy का फंक्शन दिया गया है S∬D1∂z∂x2∂z∂y2dxdy जहाँ D सरफेस का xy प्लेन पर प्रजेक्शन है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है की यहाँ x और y के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है जो कि स्वाभाविक है उदाहरण के तौर पर अगर इस तरह के फंक्शन दिए गए है xμyz या yψxz तो फॉर्मूला में कुछ बदलाव आएँगे इस स्थिति में x y और z के फंक्शन के बराबर है तब y और z के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव लेने होंगे यह डोमेन सरफेस का y z प्लेन पर प्रजेक्शन है और अगर सरफेस yψxzफंक्शन में दी गई हो तो इंटिग्रांड में डेरिवेटिव x और z के सन्दर्भ में लेना होगा और डोमेन xz प्लेन पर होगी यहाँ पहली स्थिति में जब xμyz होगा तब डोमेन को D से संबोधित करेंगे और इंटीग्रेशन इस प्रकार होगा

S∬D1∂x∂y2∂x∂z2dydz यह D सरफेस का y z प्लेन पर प्रजेक्शन है या फिर दूसरी स्थिति में यह yψxz फंक्शन में भी दी जा सकती है तब y के पार्शियल डेरिवेटिव x और z के संदर्भ में प्राप्त करने होंगे और यह Dसरफेस का xz प्लेन पर प्रजेक्शन है यह डोमेन Dऔर D क्रमशः y zप्लेन और xz प्लेन पर सरफेस का प्रजेक्शन है तो यह इंटीग्रेशन प्राप्त होता है जहाँ S यह वाली डोमेन है S∬D1∂y∂x2∂y∂z2dxdz अब अगर डोमेन का एरिया प्राप्त करना है तो इस इंटिग्रांड को 1 के बराबर रख कर इंटिगरेशन का मूल्यांकन प्राप्त कर लेंगे हमने अब तक डबल इंटीग्रल के तीन एप्लिकेशन पढ़े है पहला डोमेन D का एरिया प्राप्त करना दूसरा इस xy प्लेन के ऊपर दी गई सरफेस के अधीन आयतन प्राप्त करना जहाँ इंटिग्रांड fx yथा और अब हमने डबल इंटीग्रल से सरफेस एरिया प्राप्त किया है

S∬D1∂z∂x2∂z∂y2dxdy अब हम एक उदाहरण से सरफेस एरिया प्राप्त करेंगे हमें प्रश्न में x2y2z2a2 सफ़ियर का सरफेस एरिया प्राप्त करना है यह सफ़ियर 0 0 0पर केंद्रित है और x2y2z2a2इक्वेशन को संतुष्ट करता है सफ़ियर का अर्धव्यास a है पहले हम डोमेन प्राप्त करते है मान लें की पहले सफ़ियर का ऊपरी भाग लेंगे और इसका प्रजेक्शन xy प्लेन पर करेंगे और हमें एक सर्किल प्राप्त होता है जिसका अर्धव्यास a है हालांकि किसी भी प्लेन पर हम इसका प्रजेक्शन देख सकते है चाहे yz हो या zx हो या फिर xyहो मान लेते है की इसे xy प्लेन पर प्रोजेक्ट किया गया है xy प्लेन पर यह एक सर्कल होगा जो की 0 पर केंद्रित है और इसका अर्धव्यास a है तो यह डोमेन है जो की xy प्लेन पर सर्कुलर डिस्क है और सरफेस za2 x2 y2 इक्वेशन को संतुष्ट करती है क्यूँकि हम सफ़ियर का ऊपरी भाग ही ध्यान में रख रहे है और फिर बाद में इसे दोगुना कर कर पूरे सफ़ियर का सरफेस एरिया प्राप्त कर लेंगे तो हम यहाँ केवल पॉज़िटिव भाग ही लेंगे यानी की सफ़ियर का ऊपरी आधा भाग और जब इसे xy प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे तब हमें सर्किल प्राप्त होगा जिसका अर्धव्यास a है और केंद्र 0 0 है जो इक्वेशन से सरफेस प्राप्त होगी वह है za2 x2 y2 जिस पर हम पहले ही विचार कर चुके है यह पॉजिटिव है और यह केवल ऊपरी भाग है अब हम पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे यानी की x और y के संदर्भ में z का पार्शियल डेरिवेटिव तो x के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव होगा ∂z∂x xa2 x2 y2 और फिर यह y के संदर्भ पार्शियल डेरिवेटिव है ∂z∂y ya2 x2 y2 इस डबल इंटीग्रल के मूल्यांकन से हमें सरफेस एरिया प्राप्त होता है S2 aa a2 x2a2 x21∂z∂x2∂z∂x2dydx तो यह है x के संदर्भ में z का पार्शियल डेरिवेटिव और यह है y के संदर्भ में z का पार्शियल डेरिवेटिव और यह पहले ही फ़ॉर्मूला दिया गया था अब इन्हें सब्सीट्यूट करते है

तो हमें क्या प्राप्त हुआ

0a 4πa2 यह असल में सफ़ियर का सरफेस एरिया है जो की हमें पहले से ही पता है लेकिन इसे पोलर कोऑर्डिनेट में तब्दील कर कर आसानी से सरफेस एरिया प्राप्त किया जा सकता है अब अगले उदाहरण की ओर बढ़ते है यहाँ फिर से एक सफ़ियर दिया गया है जो की x2y2z2a2 इक्वेशन को संतुष्ट करता है और यह सिलेंडर x2y2ax से काटा गया है तो यह सर्कल का इक्वेशन है x2y2ax है इसे यहाँ हम व्होल स्क्वायर बना लेते है तो यह एक सर्किल है जिसका अर्धव्यास a2 होगा

यहाँ सिलेंडर द्वारा सफ़ियर कटता है xy प्लेन पर यह एक सर्कल है क्यूँकि यह एक सर्कुलर सिलेंडर है और इस का प्रजेक्शन यह सर्कल है और चूँकि अब हमें xy प्लेन पर प्रजेक्शन का पता चल गया है तो आसानी से लिमिट्स निर्धारित की जा सकती है यह है आखिरी उदाहरण जिसमें हमें zxy प्लेन का सरफेस एरिया प्राप्त करना है जो की x2y21 सिलेंडर में निहित है तो यह सिलेंडर है जो की 0 0 पर केंद्रित है और जिसका अर्धव्यास 1 है यहाँ zबराबर x y है और हमें इसका सरफेस एरिया प्राप्त करना है यह पहले के उदाहरणों से ज़्यादा आसान है इस सिलेंडर का xy प्लेन पर प्रजेक्शन केवल एक सर्कल होगा क्योंकि यह एक परिपत्र सिलेंडर है और सिलेंडर इसे इस प्लेन पर काट रहा है तो यह प्रजेक्शन है और इस इक्वेशन zfxyxy से हम x तथा y के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते है zxyzyx S∬D1x2y2dxdy S02πr011r2rdrdθ 02π12231r23201dθ 2π3232 1 तो हमने क्या देखा हमने डबल इंटीग्रल का एक और एप्लिकेशन देखा जिस से सरफेस एरिया प्राप्त किया जा सकता है यह एक आसान से फ़ॉर्मूला ∬D1∂z∂x2∂z∂y2dxdy की सहायता से प्राप्त हो जाता है हमें केवल इंटीग्रेशन की डोमेन का ध्यान रखना होगा की यह किस प्लेन पर प्रोजेक्ट किया गया है xy प्लेन या की yz प्लेन या कि zx प्लेन पर प्रोजेक्ट किया गया है एक बार इस प्रजेक्शन का पता लगने पर हम आसानी से लिमिट्स निर्धारित कर सकते है और इंटीग्रेशन का मूल्यांकन कर सकते है यह संदर्भ सामग्री का उल्लेख है जिन्हें लेक्चर बनाने में इस्तेमाल किया गया है